हमने दो टर्मिनल तत्व के लिए सामान्य रूप से शक्ति और ऊर्जा को परिभाषित किया है अब मैं इसे उन सभी तत्वों पर एक एक करके लागू करूँगा जिन्हें हम जानते हैं और उनके गुणों का अध्ययन करेंगे सबसे पहले हम रेसिस्टर पर विचार करेंगे हमेशा की तरह निष्क्रिय साइन कन्वेंशन के साथ वोल्टेज और करंट की तरह और किन्हीं दो टर्मिनल तत्वों के लिए P निश्चित रूप से V I है और इनमें से प्रत्येक समय पर निर्भर भी हो सकता है लेकिन अब एक रेसिस्टर के लिए वोल्टेज करंट × रेसिस्टर है तो यह विशेष संबंध रेसिस्टर के लिए है जिसे I R × I के रूप में लिखा जा सकता है यानी यह वह वोल्टेज है जो करंट है जो I2R है वैकल्पिक रूप से इसे R द्वारा V × V के रूप में लिखा जा सकता है यह वोल्टेज है जो करंट है जो आर द्वारा V वर्ग होगा अब निश्चित रूप से यदि वोल्टेज या करंट समय पर निर्भर है तो समय के साथ बिजली बदलती रहेगी लेकिन भाव समान होंगे यह रेसिस्टर को दी जाने वाली शक्ति है जिसे R से विभाजित V वर्ग के रूप में भी लिखा जा सकता है तो यह एक रेसिस्टर को दी गई शक्ति का व्यंजक है अब एक बात जो हम देख सकते हैं वह यह है कि क्योंकि इसमें करंट या वोल्टेज का वर्ग शामिल होता है और वोल्टेज और करंट स्वयं वास्तविक होते हैं रेसिस्टर को दी जाने वाली शक्ति हमेशा सकारात्मक होती है रेसिस्टर हमेशा शक्ति को अवशोषित करता है ताकि बहुत आसानी से हो वर्ग या वोल्टेज की धारा के वर्ग के समानुपाती शक्ति की अभिव्यक्ति से देखा जाता है एक रेसिस्टर हमेशा शक्ति को अवशोषित करता है और जहां जाता है वह गर्मी के रूप में विलुप्त हो जाता है इसलिए यदि आप एक रेसिस्टर के माध्यम से करंट पास करते हैं तो यह गर्म हो जाएगा तो यह शक्ति को अवशोषित करता है यह वास्तव में इसे नष्ट कर देता है और शक्ति वास्तव में रेसिस्टर को गर्म करने में जाती है वास्तव में सिद्धांत का उपयोग किसी भी उपयोगी गैजेट के रूप में भी किया जाता है यदि आपके पास एक इलेक्ट्रिक स्टोव है तो क्या होता है कि आप कॉइल के माध्यम से करंट पास करते हैं जो वास्तव में किसी प्रकार का अवरोधक है रेसिस्टर मान को समायोजित किया गया है ताकि बिजली की मात्रा इसे एक निश्चित विस्तार तक गर्म कर दे जो कि किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोगी है खाना बनाना कहो या ऐसा कुछ आप किसी भी समय अंतराल पर रेसिस्टर को दी गई ऊर्जा पर विचार करते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता t 1 से t 2 तक यह समय के संदर्भ में I वर्ग R dt या t 1 से t 2 V वर्ग बटा R होगा और यह भी स्पष्ट रूप से हमेशा शून्य होता है क्योंकि स्वयं शक्ति हमेशा शून्य होती है तो एक रेसिस्टर हमेशा ऊर्जा को अवशोषित करता है यह कभी कोई ऊर्जा नहीं दे सकता तो कुछ ऐसा जो केवल ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है लेकिन कभी भी शुद्ध ऊर्जा नहीं दे सकता है यह ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य नहीं कर सकता है ऐसे तत्व को निष्क्रिय तत्व के रूप में जाना जाता है तो एक निष्क्रिय तत्व या तो शक्ति हमेशा सकारात्मक होती है जिसका अर्थ है कि यह हमेशा ऊर्जा को अवशोषित करता है इसे कभी वितरित नहीं कर सकता है और ऐसा तत्व निष्क्रिय तत्व है तो रेसिस्टर केवल शक्ति को अवशोषित करता है जो परिणामस्वरूप केवल ऊर्जा को अवशोषित करता है यह कभी भी ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर सकता है और बाकी सर्किटों को प्रदान किया जाता है यहां निश्चित रूप से हम सकारात्मक मूल्य वाले रेसिस्टर पर विचार कर रहे हैं जहां भौतिक रेसिस्टर का हमेशा सकारात्मक मूल्य होता है तो यहाँ मुझे यह उल्लेख करना होगा कि हम 0 से अधिक मानते हैं इसलिए ऐसे तत्व को निष्क्रिय तत्व के रूप में जाना जाता है यदि हम रेसिस्टर के I V अभिलक्षणों को आलेखित करते हैं तो हम आलेखीय रूप से भी देख सकते हैं यह हमने रेसिस्टर पर चर्चा करते समय पहले किया है अब रेसिस्टर का मान जो भी हो वक्र हमेशा सकारात्मक ढलान के साथ एक सीधी रेखा होता है फिर से मैं रेसिस्टर को शून्य से अधिक मान रहा हूं हम यहां नकारात्मक रेसिस्टर पर विचार नहीं करते हैं हम यहां भौतिक रेसिस्टर पर विचार करते हैं जिनका सकारात्मक प्रतिरोध होता है तो अब विशेषता एक सीधी रेखा है जो मूल से होकर गुजरती है इसका मतलब है कि यह पहले चतुर्थांश और तीसरे चतुर्थांश में स्थित है और निश्चित रूप से पहले चतुर्थांश में V और I दोनों धनात्मक हैं इसलिए गुणनफल धनात्मक है इसका अर्थ है कि घात शून्य से अधिक है जैसा कि हमने इसे परिभाषित किया है हमने जो शक्ति परिभाषित की है वह है रेसिस्टर को दी गई शक्ति तत्व को दी गई शक्ति यह पैसिव साइन कन्वेंशन का महत्व है पैसिव साइन कन्वेंशन ऐसा है कि यदि आप पैसिव साइन कन्वेंशन के अनुसार वोल्टेज और करंट लेते हैं और इसे गुणा करते हैं तो परिणाम सकारात्मक होगा यदि तत्व शक्ति को अवशोषित कर रहा है अब पहले चतुर्थांश में वोल्टेज और करंट दोनों धनात्मक हैं इसलिए शक्ति शून्य से अधिक है स्पष्ट रूप से तत्व शक्ति को अवशोषित कर रहा है और तीसरे चतुर्थांश में वोल्टेज नकारात्मक है करंट भी नकारात्मक है लेकिन V × I स्पष्ट रूप से सकारात्मक होगा इसका मतलब है कि तत्व फिर से शक्ति को अवशोषित कर रहा है तो रेसिस्टर पहले और तीसरे चतुर्थांश में है इसलिए यह हमेशा शक्ति को अवशोषित करता है यहां जब मैं कहता हूं कि अवशोषित के लिए हम उस तत्व के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी V I विशेषताएँ हम प्लॉट कर रहे हैं अब इसके विपरीत यदि यह दूसरे और चौथे चतुर्थांश में हो तो यह शक्ति प्रदान करता है इसलिए यदि आपके पास एक नकारात्मक रेसिस्टर है तो यह शक्ति प्रदान करेगा क्योंकि ढलान नकारात्मक होगा लेकिन निश्चित रूप से ऐसे रेसिस्टर को भौतिक रूप से महसूस नहीं किया जा सकता है आप इसे सक्रिय सर्किट का उपयोग करके महसूस कर सकते हैं और वह हिस्सा इस पाठ्यक्रम के दायरे से बाहर का है अब मैं यहाँ सामान्यीकृत करूँगा निश्चित रूप से प्रतिरोध की एक सीधी रेखा विशेषताएँ होती हैं भले ही किसी तत्व में सीधी रेखा की विशेषताएं न हों जब तक कि यह केवल पहले और तीसरे चतुर्थांश में स्थित है जिसका अर्थ है कि इसे मूल रूप से मूल से गुजरना होगा यह एक निष्क्रिय तत्व होगा क्योंकि यह केवल शक्ति को अवशोषित करेगा तो मैं यहां एक ऐसा उदाहरण देता हूं यह तत्व आप में से कुछ से परिचित हो सकता है डायोड नाम की कोई चीज होती है और इसकी विशेषता मूल से गुजरती है और यह मोटे तौर पर कुछ इस तरह दिखती है यह गैर रेखीय है इसलिए डायोड के साथ सर्किट का विश्लेषण करना कठिन है लेकिन एक तथ्य निश्चित है कि क्योंकि विशेषताएँ केवल पहले और तीसरे चतुर्थांश में निहित हैं यह भी शक्ति को अवशोषित करता है इसलिए यदि आप पहले और तीसरे चतुर्थांश में हैं तो इसका मतलब है कि आप शक्ति को अवशोषित करते हैं जिसका अर्थ है कि हम ऑपरेशन के निष्क्रिय मोड की बात कर रहे हैं और जो तत्व केवल पहले और तीसरे चतुर्थांश में है वह अनिवार्य रूप से निष्क्रिय तत्व है यदि आप दूसरे या चौथे चतुर्थांश में हैं तो तत्व शक्ति प्रदान करते हैं इसलिए यह सक्रिय है यदि यह दूसरे या चौथे चतुर्थांश में कार्य कर रहा है बाद में हम वोल्टेज स्रोत या करंट स्रोत जैसे तत्व देखेंगे जो या तो शक्ति प्रदान कर सकते हैं या शक्ति को अवशोषित कर सकते हैं तो इस भाग से कुछ बातें स्पष्ट होनी चाहिए सबसे पहले रेसिस्टर हमेशा शक्ति को अवशोषित करता है फलस्वरूप यह हमेशा ऊर्जा को अवशोषित करता है यह निष्क्रिय तत्व है और हमने निष्क्रियता पर एक विशेषता और प्रभाव के रूप में भी चर्चा की यदि आपके पहले या तीसरे चतुर्थांश में IV विशेषताएँ हैं तो तत्व निष्क्रिय है यदि यह द्वितीय या चतुर्थ चतुर्थांश में हो तो ऋणात्मक हो सकता है बाद में हम उन तत्वों को देखेंगे जो या तो निष्क्रिय या सक्रिय हो सकते हैं यह उस चतुर्थांश पर निर्भर करता है जिसमें यह काम कर रहा है यह या तो निष्क्रिय या सक्रिय हो सकता है अब शक्ति की इकाइयाँ वैसी ही हैं जैसे आप वाट जानते हैं विद्युत शक्ति के लिए 1 वाट 1 वोल्ट × 1 एम्पीयर के बराबर होता है ऊर्जा की इकाई एक जूल है और 1 वाट 1 जूल प्रति 1 सेकंड के बराबर होता है 1 जूल 1 वाट × 1 सेकंड है आइए हम साधारण मामले पर विचार करें हमारे पास 2 वोल्ट के साथ 1 किलो ओम रेसिस्टर है ओम कानून ohms law से हम जानते हैं कि करंट है 2 वोल्ट जो 1 किलो ओम से विभाजित है जो 2 मिली amp है तो इसमें शक्ति तब समाप्त हो जाती है जब 2 वोल्ट रेसिस्टर के आर पार हो 2 वोल्ट × 2 मिली एम्पीयर जो कि 4 मिली वाट है अब आप इसे V वर्ग बटा R के रूप में भी परिकलित कर सकते हैं जो 2 वोल्ट वर्ग है जो 1 किलो से विभाजित है जो कि 4 10 से 3 वाट है जो 4 मिली वाट है स्पष्ट रूप से वही उत्तर मिलेगा यदि आप I वर्ग R का उपयोग करते हैं जो कि करंट × रेसिस्टर का वर्ग है हमारे यहां मिली एम्पीयर का वर्ग है इसलिए यह 10 से 6 है यह 10 से 3 है तो हमारे पास फिर से चार × 10 से 3 वाट है जो कि 4 मिली वाट है जाहिर है इन सभी को एक ही उत्तर देना चाहिए क्योंकि एक ही चीज के लिए वे सभी सूत्र या सूत्र प्रतिरोधक में शक्ति का प्रसार करते हैं अब मान लें कि यह 2 वोल्ट 500 सेकंड के लिए रेसिस्टर पर लागू होता है तो इस 500 सेकंड के अंतराल में दी गई ऊर्जा वह शक्ति है जो 4 मिली वाट × समय जो 500 सेकंड है हमने एक निरंतर वोल्टेज लागू किया है इसलिए हमें समय अंतराल से शक्ति को समय अंतराल से गुणा करना होगा यदि वोल्टेज समय बदल रहा था तो शक्ति समय बदलती रहेगी और इस समय अंतराल पर एकीकृत करना होगा यह 2000 मिली जूल या 2 जूल ऊर्जा को दूर नहीं करेगा बहुत सरल गणना लेकिन जैसा कि आप एक रेसिस्टर के माध्यम से वोल्टेज या रेसिस्टर के माध्यम से करंट को जानते हैं आपको किसी दिए गए अंतराल में रेसिस्टर को दी गई शक्ति या रेसिस्टर को दी गई ऊर्जा की गणना करने में सक्षम होना चाहिए